अब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पर बात करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में राउटिंग प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जैसा कि हमने चर्चा की थी कि राउटिंग की क्रिया लेयर 3 पर होती है जोकि लेयर 3 के उपकरणों को जोड़ती है और हम यह भी जानते हैं कि हर राउटर एक राउटिंग टेबल रखता है जो कभी कभी फ़ॉरवर्डिंग टेबल कहलाता है यह लुकअप टेबल की तरह होता है जिसके द्वारा उस राउटर पर आने वाले किसी भी पैकेट को उस टेबल पर देखते हैं और फिर अगले हॉप पर भेज देते हैं और जैसा कि पूरा इंटरनेट एक ही प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा मेन्टेन नहीं किया जा सकता है इसलिए पूरे नेटवर्क कि जानकारी जुटाने के लिए राउटिंग टेबल को अपडेट करने की आवश्यकता होती है कि कहाँ पाथ कि ज़रुरत है इत्यादि इस राउटिंग टेबल कि महत्वपूर्ण बात यह नही कि हर राउटर की टेबल व्यक्तिगत रूप से अपडेट होती है इसका मतलब यह है कि राउटर x की एक टेबल है जोकि अपडेटेड है और अन्य चीजों से स्वतंत्र है राउटिंग टेबल को अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छा संभव मार्ग प्रदान करने में मदद करना है इसलिए राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि इस्तेमाल करते हैं वोह मुख्य रूप से राउटिंग टेबल को अपडेट करता है और दूसरी कोलेटरल इनफार्मेशन को भी जोड़ता है और हमने यह भी देखा है कि ऑटॉनमस सिस्टम की एक अवधारणा है इसका मतलब है एक स्वायत्त प्रणाली ऑटॉनमस सिस्टम पहचान कर्ता के साथ पूरे इंटरनेट को कई स्वायत्त प्रणालियों में विभाजित किया गया है जहां 2 प्रकार की चीजें हैं एक ऑटॉनमस सिस्टम के भीतर के कम्युनिकेशन को देखता है जिसे इंट्रा डोमेन राउटिंग कहते हैं तथा दूसरा दो या अधिक ऑटॉनमस सिस्टमो के बीच के कम्युनिकेशन को देखता है जिसे इंटर डोमेन राउटिंग कहते हैं जैसा कि हम समझते हैं कि जब भी आपके पास एक एक विशेष नेटवर्क होता है तो आपके पास संसाधनों का प्रबंधन करने का एक बेहतर तरीका होता है लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो आपको कुछ प्रकार के सहयोगी दृष्टिकोण को पालन करना होता है यहां केवल शार्टेस्ट रूट या ऑप्टीमल रूट की बात नहीं है ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ नीतियों को देखने की जरूरत है दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अन्य मुद्दे भी आ सकते है जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं इस पैकेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं इस नेटवर्क के माध्यम से यात्रा नहीं करना चाहता हूं या मुझे किसी एक नेटवर्क के माध्यम से ही यात्रा करनी है या कोई एक नेटवर्क मेरे लिया अधिक अनुकूल नेटवर्क हैं पैकेट को नेटवर्क पर डालते समय कई पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है जैसे कंजेशन लिस्ट टाइम आरटीटी और बहुत सारी अन्य चीजें इसलिए आज हम स्वायत्त प्रणाली की बुनियादी अवधारणा या बुनियादी घटकों और पाथ वेक्टर राउटिंग को या बीजीपी जिस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती है उसको देखेंगे यह ऑटॉनमस सिस्टम की बीजीपी विधि के पाथ वेक्टर राउटिंग को केन्द्रित करता है हमारे पास मोटे तौर पर 2 चीजें हैं इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन और यह पाथ वेक्टर एक इंटर डोमेन राउटिंग है इसका मतलब है डोमेन के पार या दो या अधिक स्वायत्त प्रणालियों के बीच का कम्युनिकेशन एक ऑटॉनमस सिस्टम या स्वायत्त प्रणाली क्या है स्वायत्त प्रणाली या AS को एक बड़े आईपी नेटवर्क के तार्किक भाग के रूप में देखा जा सकता है यह निश्चित रूप से है भौतिक फिजिकल राउटर वगैरह हैं लेकिन यह तार्किक रूप से एक बड़ा आईपी नेटवर्क है और जैसा कि आम तौर पर एक संगठनों के भीतर एक इंटर नेटवर्क होता है इसका मतलब है यह कुछ हद तक एक प्रशासनिक नियंत्रण में है जिसे हम नीतिगत अधिकार कहते हैं यह एक एकल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है और AS अन्य स्वायत्त प्रणालियों से जुड़ सकता है जो एक ही संगठन या सार्वजनिक या निजी द्वारा प्रबंधित किया जाता है यह पूरा इंटरनेट मैं उन चीजों का एक समूह लेता हूं जो तार्किक रूप से किसी संगठन या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए रखे जाते है और यह निश्चित रूप से अन्य ऑटॉनमस सिस्टम के साथ जो एक ही संगठन के हो सकते हैं संवाद करने में मदद कर सकता है यह सार्वजनिक या निजी भी हो सकते हैं इसलिए इस अर्थ में कि हमारे पास जो आंकड़ा है उससे पता चलता है कि हमारे पास कई ऐसे ऑटॉनमस सिस्टम हैं ऑटॉनमस सिस्टम कि पहचान आइड़ेंटीफायेर द्वारा की जाती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्राप्त करते हैं और इसीलिए यह एक यूनिक संख्या है राउटिंग दो या अधिक ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच इंटर डोमेन या एक ऑटॉनमस सिस्टम के भीतर इंट्रा डोमेन के माध्यम से की जाती है इंटर डोमेन राउटिंग के लिए आमतौर पर ओएसपीएफ आरआईपी लोकप्रिय प्रोटोकॉल हैं इस मामले में हमारे पास 4 स्वायत्त सिस्टम हैं एक निर्दिष्ट राउटर है जिसे बॉर्डर राउटर या ऑटॉनमस बॉर्डर राउटर कहा जाता है जो ऑटॉनमस सिस्टम के भीतर के नेटवर्क की निगरानी रखता है दूसरे अर्थ में यह ओएसपीएफ या आरआईपी प्रोटोकॉल इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल द्वारा अपडेट हो जाता है जो चीजों को अपडेट करता है और यह किन्ही दो ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच का रूट खोजने में मदद करता है इसलिए हम इस बात पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि ऑटॉनमस सिस्टम में दूसरे के लिए एक स्वायत्त प्रणाली के बीच पाथ की अवधारणा है इसका मतलब है जब पैकेट को रूट किया जाता है तो यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो सेटअप है उनमे से किन किन ऑटॉनमस सिस्टम के सेट को कवर करने की आवश्यकता है और यह हमें पालिसी आधारित राउटिंग अधिकार में लचीलापन देता है मैं कह सकता हूं कि मैं उस ऑटॉनमस सिस्टम को नहीं छूना चाहता हूं या मैं इस स्वायत्त प्रणाली से गुजरना चाहता हूं बशर्ते कि कनेक्टिविटी उपलब्ध हो इत्यादि इन ऑटॉनमस सिस्टमों को इन बाउंड्री राउटरों का उपयोग करके अपनी जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता है इसलिए अगर हम ऑटॉनमस सिस्टमों पर राउटिंग प्रोटोकॉल को देखते हैं जैसा कि हमने चर्चा की है इसलिए राउटिंग पाथ को निर्धारित करने के लिए 2 सेट राउटिंग प्रोटोकॉल के का उपयोग किया जाता है एक AS के भीतर रूट का निर्धारण करने के लिए है अन्य का उपयोग ऑटॉनमस सिस्टमों के एक सेट को सही करने के लिए किया जाता है एएस के भीतर होने का अर्थ है जो रूट एएस के भीतर किया जाएगा जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये ऑटॉनमस सिस्टम व्यक्तिगत रूप से एक संगठन या एक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ हैं इसका मतलब यह है कि किस तरह का राउटिंग किया जाना है यह उस विशेष संगठन के कुल विवेक पर आधारित है जो संगठन के प्रकार या यातायात के प्रवाह से प्रभावित हो सकता है और संगठन उसको किस प्रकार से करना चाहते हैं इसका अन्य ऑटॉनमस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है इन बॉर्डर राउटरों वगैरह द्वारा भेजी गयी इनफार्मेशन केवल स्वायत्त प्रणाली ही देखती है हम जो कुछ भी करते हैं वह उन प्रोटोकॉलों की तरह है जिनका उपयोग ऑटॉनमस सिस्टमों के एक समूह को जोड़ने के लिए किया जाता है इसलिए मुझे एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जो हमें अन्य ऑटॉनमस सिस्टमों से कनेक्ट करने की अनुमति देता है इसलिए इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGP राउटर को एएस अधिकार के भीतर सूचना का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है उदाहरण खुले हैं सबसे छोटा रास्ता पहले या OSPF और राउटिंग सूचना प्रोटोकॉल या RIP ये लोकप्रिय प्रोटोकॉल हैं जो हम सभी पहले से ही देख चुके हैं ये 2 लोकप्रिय प्रोटोकॉल हैं एक दूरी वेक्टर पर आधारित है दूसरा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पर आधारित है प्रोटोकॉल का एक और सेट है जो स्वायत्त प्रणाली के पार मार्ग पर आधारित है या जिसे हम इंटर डोमेन राउटिंग कहते हैं और वे बाहरी गेटवे प्रोटोकॉल हैं स्वायत्त प्रणालियों के बीच एक सारांश जानकारी के आदान प्रदान की अनुमति दें एक सबसे अच्छा उदाहरण बाउंड्री गेटवे प्रोटोकॉल या BGP है इसका मतलब है कि हर स्वायत्त प्रणाली के बॉर्डर राउटर में पूरे स्वायत्त सिस्टम की संक्षिप्त जानकारी होती है अब इस संक्षेप जानकारी का आदान प्रदान अन्य बाउंड्री राउटरों के साथ किया जा रहा है इस पर आधारित है लेकिन इस जानकारी का उन्होंने आदान प्रदान किया वे एक स्वायत्त प्रणाली और गंतव्य से उत्पन्न स्रोत के बीच के मार्ग का पता लगाते हैं जो दूसरे और कुछ अन्य स्वायत्त प्रणालियों में है और चीजें कैसे पालन करेंगी स्वायत्त प्रणाली में एरिया की अवधारणा है हम क्या देखा है इंटर नेटवर्किंग को कई स्वायत्त प्रणालियों में विभाजित किया गया है एक स्वायत्त प्रणालियों को देखते हुए इसे विभिन्न एरिया में विभाजित किया गया है इसलिए एरिया राउटर नेटवर्क का एक संग्रह है और एक स्वायत्त प्रणाली के भीतर मेजबान है प्रत्येक एरिया में एक एरिया पहचान संख्या या एरिया आईडी अधिकार होता है एक एएस को विभिन्न एरिया में विभाजित किया जा सकता है एरिया के अंदर सभी नेटवर्क सही से जुड़े होने चाहिए एरिया के भीतर के सभी नेटवर्क को जोड़ा जाना चाहिए इसका मतलब है एरिया एक जुड़ा हुआ नेटवर्क परिदृश्य है जहां राउटर नेटवर्क होस्ट हैं वगैरह एक एरिया के अंदर राउटर राउटिंग की इनफार्मेशन अधिक मात्र में हर तरफ भेज देता है तो हम क्या देखते हैं यह संपूर्ण इंटरनेटवर्क स्वायत्त इस एरिया के भीतर अलग अलग एरिया राउटर में स्वायत्तता मूल रूप से उस एरिया के अंदर जानकारी या बाढ़ की जानकारी साझा करता है तो एक विशेष राउटर है जिसे बॉर्डर एरिया राउटर कहा जाता है जो एरिया ों के बारे में जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और इसे अन्य एरिया ों में भेजता है ठीक बॉर्डर एरिया राउटर हैं इसलिए हर राउटर हर एरिया में विशेष रूप से एक बाउंड्री एरिया के राउटर के रूप में स्वायत्त प्रणालियों का विशेष ऑपरेटर होता है हम उस विशेष एरिया के बारे में जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं एरिया में से एक या कभी कभी एरिया 0 के रूप में जाना जाता है बैकबोन वाला एरिया है स्वायत्त प्रणाली के अंदर विशेष एरिया एएस के सभी एरिया ों को इस बैकबोन एरिया से जुड़ा होना चाहिए बैकबोन एक प्राथमिक एरिया के रूप में अन्य माध्यमिक के रूप में कार्य करती है इसलिए एक स्वायत्त प्रणाली में जो हम देखते हैं कि एक एरिया है जिसे बैकबोन एरिया कहा जाता है या कई बार पहचान आईडी वाला एरिया 0 होता है जो मूल रूप से स्वायत्त प्रणाली के सभी एरिया ों और सभी एरिया की जानकारी को ध्यान में रखता है या सारांशित करता है बैकबोन एरिया से जुड़ा होना चाहिए और बैकबोन एरिया प्राथमिक एरिया के रूप में और अन्य एरिया में द्वितीय अधिकार के रूप में कार्य करता है बैकबोन एरिया के भीतर के मार्ग को बैकबोन का मार्ग कहा जाता है एक बैकबोन राउटर भी एक एरिया बॉर्डर राउटर हो सकता है राइट बैकबोन भी एरिया है एरिया बॉर्डर राउटर एक बैकबोन राउटर हो सकता है यह बैकबोन राउटर संपूर्ण स्वायत्त प्रणाली के लिए सूचना हब के रूप में कार्य करता है बैकबोन से जुड़ने का यह मतलब नहीं है कि एरिया का राउटर दूसरे एरिया के राउटर से नहीं जुड़ सकता है उस बात के लिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि विशेष स्वायत्त प्रणाली में एक राउटर अन्य स्वायत्त प्रणाली में एक राउटर से कनेक्ट नहीं कर सकता है यह एक सूचना सारांश के अधिक है जो सही में आता है अगर मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और इंटर डोमेन राउटिंग के पार एक मार्ग खोजने का प्रयास करना चाहता हूं इसलिए जिनसे मुझे सही ध्यान केंद्रित करना चाहिए ये सूचनाओं के घटक हैं लेकिन यह प्रतिबंधित नहीं करता है कि एक विशेष एरिया के राउटर को किसी अन्य एरिया के किसी विशेष एरिया के राउटर से कनेक्ट करने के लिए या यहां तक कि एरिया में एक स्वायत्त प्रणाली में राउटर स्वायत्त प्रणाली के राउटर से जुड़ा हुआ है एक अन्य स्वायत्त प्रणालियों और चीजों के प्रकार के राउटर के लिए सही यह एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है जिसे हम प्रति अधिकार सही नहीं कह सकते हैं वे कनेक्टिविटी वहां मौजूद हैं लेकिन एक समग्र रूप से संक्षेपण या संरक्षक के रूप में हमें इस प्रकार की बैकबोन राउटर की आवश्यकता होती है इसलिए यदि हम यह देखने की कोशिश करें कि एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 0 की बैकबोन हैं और अलग अलग राउटर हैं एरिया बॉर्डर राउटर और बैकबोन राउटर हैं इस विशेष बैकबोन में एक राउटर को एएस बाउंड्री राउटर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है सही हम अन्य स्वायत्त प्रणालियों के साथ स्वायत्त प्रणालियों की नीति के आधार पर शेयर या इनफार्मेशन देते हैं इसलिए हमारे पास इस प्रकार की संरचना है वहाँ है मैं सिर्फ दोहराने के लिए वहाँ एक एरिया 0 या बैकबोन राउटर है हमारे पास एरिया 1 एरिया 2 एरिया N है और एरिया बाउंड्री राउटर हैं जो इन बैकबोन राउटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है और बैकटोन में एरिया या एरिया 0 में एक एएस बाउंड्री बाउंडर नामित राउटर है जो संक्षेप में सारांशित जानकारी रखता है और मानक और स्वायत्त प्रणाली की नीति के आधार पर अन्य स्वायत्त प्रणालियों के साथ साझा करता है यह समग्र संरचना वार अधिकार है अब अगर हम उस पथ वेक्टर मार्ग को सही से देखते हैं इसलिए वेक्टर वेक्टर राउटिंग में राउटिंग टेबल में गंतव्य पता अगला मार्ग और गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग सही होता है इसके विपरीत यदि आप OSPF और RIP या डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट को देखते हैं तो इस स्थिति में हमारे पास गंतव्य पता अगला राउटर हिट होना और गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग है अब यह पथ स्वायत्त प्रणालियों की एक निर्धारित सेट या आदेशित सूची है जिसे पैकेट को सही से यात्रा करने की आवश्यकता है इसलिए पथ को राउटर या ऑटोनॉमस सिस्टम के एक निर्धारित सेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे पैकेट को यात्रा करने की आवश्यकता है पथ वेक्टर संदेश इसलिए अलग अलग हैं जो हम कहते हैं कि विभिन्न विशेषताओं या चीजों के विभिन्न घटकों को कहने की आवश्यकता है एक पथ वेक्टर संदेश है एएस वेक्टर जो पथ वेक्टर में भाग लेते हैं वे अपने स्वायत्त सिस्टम में नेटवर्क की पुनरावृत्ति या पड़ोसी को स्वायत्त ऑटो पड़ोसी स्वायत्त बाउंड्री राउटर को इस संदेश का उपयोग करते हुए सही करते हैं एक ही नेटवर्क से जुड़े दो स्वायत्त बाउंड्री राउटर पड़ोसी हैं इसलिए यदि यह एक ही नेटवर्क पर है या यह नेटवर्क द्वारा जुड़ा हुआ है तो वे पड़ोसी हैं और यह पथ वेक्टर संदेश संदेश है जो चीजों के बीच आदान प्रदान किया जाता है इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि इसका कुछ प्रारूप होना चाहिए न केवल यह कि आपकी स्वायत्त प्रणाली इस बाउंड्री राउटर और बॉर्डर राउटर को ओएसपीएफ या आरआईपी द्वारा अपडेट किए जाने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि इस तरह से दूरी या इस दूरी वेक्टर या लिंक स्टेट प्रोटोकॉल फिर से कुछ मैसेजिंग का सही उपयोग करते हुए ऐसा करने के लिए एक संरचना होनी चाहिए जिससे वह सही अपडेट हो इसलिए प्रत्येक राउटर जो एक पथ वेक्टर प्राप्त करता है विज्ञापित पथ को सत्यापित करता है परिभाषित नीति के साथ समझौते में है या नहीं इसलिए एक बार एक राउटर एक पथ वेक्टर प्राप्त करता है यह जांचता है कि क्या यह परिभाषित नीतियों के साथ एक समझौता है यह नीति आधारित राउटिंग है राइट भी नीति आधारित राउटिंग का समर्थन करता है आप जानते हैं इसका मतलब है यह कहता है कि क्या यह नीति में इसकी अनुमति है या नहीं मान लीजिए कि यह कहा जाता है कि आप सही 13 का कारण नहीं बन सकते यदि पथ कहता है कि 13 एएस जो इस विशेष राउटर के लिए नीति के आधार पर इसके लिए स्वीकार्य मार्ग नहीं है इसलिए समस्या है क्योंकि लूप राइट का मुद्दा है यदि अलग अलग स्वायत्त प्रणालियां हैं तो कई स्वायत्त प्रणालियां हैं प्रत्येक स्वायत्त प्रणाली जैसे बाउंड्री राउटर या बैकबोन राउटर बाउंड्री राउटर पथ को अपडेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ऐसा करने में एएस नंबर का एक सेट या ऑर्डर किया हुआ सेट ऐसा हो सकता है कि वहाँ एक लूप उत्पन्न किया जा सकता है जिसके आधार पर राउटिंग एल्गोरिदम वगैरह प्रकार की चीजें बीजीपी और चीजों के प्रकार का अनुसरण कर रही हैं यह एक लूप में अंत हो सकता है एक लूप की पहचान कैसे करें यदि AS का दोहराव है जैसे कि यदि मैं 1 AS 2 AS 6 AS 9 AS 12 AS 13 फिर AS 6 AS 49 वगैरह दे पथ में एक लूप है यदि कोई लूप है तो वह उस चीज को पहचानता है और छोड़ देता है इसलिए जब एक राउटर एक संदेश प्राप्त करता है अगर कोई लूप है या यदि आप लूप की पहचान कर सकते हैं तो इसने इस बात को अनदेखा कर दिया पॉलिसी आधारित राउटिंग का एक तरीका है या पॉलिसी राउटिंग जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिसी राउटिंग को एक पथ वेक्टर राउटिंग में लागू किया जा सकता है मैं हमेशा यह कह सकता हूं कि यदि कोई विशेष रूप से पथ को पार करने की आवश्यकता नहीं है तो मेरे AS के मेरे विशेष पैकेट को अग्रेषित करने के लिए मेरे रास्ते में नहीं होने की आवश्यकता है तो यह जाँच कर सकता है और यदि यह है तो यह उस विशेष पथ को त्याग सकता है इसके अलावा जब हम रास्तों के बारे में बात करते हैं तो यह अधिकार के साथ आता है आप कैसे हैं यह न केवल ए एस विशेषताओं के साथ है 2 व्यापक विशेषताएं हैं एक प्रसिद्ध विशेषता है कुछ विशेषताएँ हैं जो अच्छी तरह से ज्ञात विशेषताएँ हैं और कुछ विशेषताएँ हैं जो वैकल्पिक विशेषता हैं जिसका पालन किया जा सकता है या नहीं ठीक है अच्छी तरह से ज्ञात विशेषताओं जैसे कि मैं किसी विशेष संदेश और प्रकार की चीजों का मूल हो सकता है और एक प्रसिद्ध विशेषता हो सकता हूं अच्छी तरह से ज्ञात विशेषता को इन राउटर्स द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए वह है इंटर डोमेन राउटर ्स राइट लोकप्रिय रूप से वह या दूसरे अर्थ में जो बीजीपी राउटर्स इसलिए यदि हम अच्छी तरह से पहचानी जाने वाली विशेषताओं को देखते हैं तो कुछ विशेषताएँ अनिवार्य हैं और कुछ विशेषताएँ विवेकाधीन हैं यह विशेषताओं का अलग सेट है जो उस विशेष मार्ग को सही परिभाषित करने में मदद करता है न केवल यह कि ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेषताओं को अपडेट करने की आवश्यकता होती है जब अन्य राउटर के लिए एक अपडेट सही होता है और इसलिए अगर कुछ ऐसा है इसका मतलब है अगले राउटर के लिए उस विशेष विशेषता को अद्यतन करने के लिए एक अनिवार्य है इसलिए इस विशेषता का उपयोग करके हम उन पथों को अधिक सूक्ष्मता से परिभाषित कर सकते हैं जिनके साथ पैकेट आगे बढ़ेगा इसलिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल या 'प्रोटोकॉल में से एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक बीजीपी प्रोटोकॉल है या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पथ वेक्टर राउटिंग दूरी वेक्टर प्रोटोकॉल पर आधारित है जो कि इंटर एएस मार्ग के रूप में पसंद नहीं है इसलिए यह बाहरी राउटिंग प्रोटोकॉल है ताकि हम सदिश दूरी या यहां तक कि लिंक स्टेट स्टेट प्रोटोकॉल बहुत लोकप्रिय न हों यह मानता है कि सभी राउटरों में उस राउटर राउटिंग वरीयताओं के लिए एक सामान्य दूरी मीट्रिक है इसका मतलब है जब हम एक दूरी वेक्टर करते हैं तो मैं ध्यान रखता हूं कि हम जो भी लागत या दूरी मीट्रिक का उपयोग कर रहे हैं यह मीट्रिक पर सहमत है हर कोई ऐसा कर रहा है इसलिए यदि राउटर एक मीट्रिक का अलग अर्थ रखते हैं तो एक स्थिर लूप मुक्त चीजें बनाना संभव नहीं हो सकता है ठीक है इसलिए सदिश वेक्टर में दूरियां होती हैं जो हम सोचते हैं कि सभी समान हैं इसलिए किसी दिए गए AS की एक से दूसरी प्राथमिकताएं हो सकती हैं या मैट्रिक्स के आधार पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि दौरा किया जाएगा ठीक है यह एएस के बारे में कोई जानकारी नहीं है एएस के बारे में कोई संक्षेप जानकारी नहीं है लिंक मेट्रिक प्रोटोकॉल के मामले में भी यह पसंद नहीं किया जाता है जो अलग अलग मीट्रिक है इतने बड़े इंटर नेटवर्किंग परिदृश्य में बाढ़ यथार्थवादी नहीं है इसलिए इसमें बहुत अधिक बैंडविड्थ होगी और अंत में अभिसरण एक बड़ी समस्या होगी हर राउटर अगर इसे पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी का ट्रैक रखना चाहता है तो यह आदर्श रूप से ठीक है लेकिन यह शारीरिक या सैद्धांतिक रूप से भी नहीं है इसका मतलब व्यावहारिक रूप से सही है क्योंकि पूरे नेटवर्क पर जुटना और चीजों के आधार पर कॉल लेना संभव नहीं है एक बहुत बड़ी ट्रैफ़िक समस्या होगी यहां तक कि राउटर भी इस तरह के नेटवर्क को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है और ऐसा करने के लिए एक एल्गोरिदम या अपने स्वयं के संसाधनों को चलाता है यह भी एक इंटर डोमेन राउटिंग के मामले में व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए यथार्थवादी नहीं है सही है पथ वेक्टर में ऐसा कोई आदर्श रूप से मैट्रिक्स नहीं है आपके पास रास्तों के अनुक्रम का क्रम है जिसे देखा जाता है इसलिए किसी राउटर या एएस को किस नेटवर्क तक पहुंचाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी केवल सही बात है और यह कुछ हद तक इस दूर के वेक्टर एल्गो से अलग है इस अर्थ में कि पथ वेक्टर दृष्टिकोण में दूरी या लागत अनुमान शामिल नहीं है यह अधिक पथ है जो क्रमिक रूप से दिया गया है और विशेषताओं और अन्य पर आधारित है गंतव्य नेटवर्क तक पहुंचने के लिए विज़िट किए जाने वाले सभी AS पर जाएं यह मूल रूप से सूची का एक निर्धारित सेट देता है इसलिए यह आदर्श नहीं है कि यह दूरी वगैरह की सही गणना करता है यह बड़े इंटर नेटवर्किंग परिदृश्य में अधिक समझ में आता है और अगर हम बीजीपी को देखते हैं या यह जो पथ वेक्टर पर आधारित है तो कई संदेश हैं एक खुला है एक अद्यतन है जीवित अधिसूचना रखें इसलिए जब भी हम एक संदेश भेजना चाहते हैं या अन्य बीजीपी प्रोटोकॉल के साथ संचार भेजना चाहते हैं तो खुला संदेश भेजता है अद्यतन के लिए एक महत्वपूर्ण है जैसे कि बीजीपी भी मूल रूप से अपडेट कर सकता है एक मायने में हटाएं पहले से ही विज्ञापित कुछ पथ एक विशेष राउटर या बॉर्डर राउटर चीजों को अपडेट कर सकते हैं सही और एक जीवित रखने के मामले में मूल रूप से कह रहा है कि राउटर संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार है यह एक जीवित प्रकार के संदेशों को ध्यान में रखने जैसा है और अगर कुछ गलत या कुछ शर्तें हैं जिन्हें नोटिफ़िकेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है तो ऐसे हैं इसलिए संदेश आमतौर पर पोर्ट 179 फ़ंक्शन प्रक्रिया पड़ोसी अधिग्रहण पर टीसीपी कनेक्शन पर भेजते हैं इसलिए जब हम करते हैं एक खुला संदेश है जीवित संदेशों के माध्यम से स्वीकृति पड़ोसी की अचलता आवधिक जीवित संदेश प्रसारण और अपडेट संदेश का सही उपयोग करके नेटवर्क की पुन सक्रियता इसलिए प्रत्येक राउटर एक डेटाबेस नेटवर्क रखता है जिसे सही तक पहुंचाया जा सकता है साथ ही इस विशेष नेटवर्क के लिए पसंदीदा मार्ग सही है administrator to have that type of things that how the router informations can be collected that which are the how to get the router address and type of things यह चीजों की एक नीति हो सकती है इसका मतलब है संदेशों की इस 4 श्रेणी का उपयोग करके बीजीपी प्रोटोकॉल की कोशिश करता है या मूल रूप से पाता है कि या दूसरे अर्थ में अपडेट किया गया है कि रास्तों को सही पता लगाने के लिए राउटिंग टेबल उस विशेष RFC में यह शामिल नहीं है या पता नहीं है कि एक राउटर दूसरे राउटर के पते को कैसे जानता है और इसके आगे क्या है यह नेटवर्क पर निर्भर है व्यवस्थापक के पास उस प्रकार की चीजें होती हैं कि कैसे राउटर informationsको एकत्र किया जा सकता है जो कि राउटर का पता और चीजों का प्रकार कैसे प्राप्त करें अब अगर हम उस पर गौर करते हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए यदि यह है कि नेट नेटवर्क एन 1 के लिए राउटर एन 1 एक अगला राउटर इस एएस के लिए आर 1 है और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता 14 AS 23 AS 67 सही है इस तरह से इसे परिभाषित किया गया है इसलिए एन 2 तक पहुंचने के लिए अगला क्रम अब इस आंकड़े के साथ सीधे मैच की कोशिश करने का प्रयास है टेबल चीजों के नेटवर्क की पुनरावृत्ति का उदाहरण है N 1 तक पहुंचने के लिए यह अगला राउटर R 1 है और इस प्रकार चलने का मार्ग 14 23 से 67 है N 2 तक पहुंचने के लिए अगला राउटर R 5 है जब पथ का अनुसरण किया जाता है और आगे इस तरह जो हम देखते हैं कि हमारे लिंक स्टेट या आपकी दूरी वेक्टर के विपरीत यहां एएस या एएस आईडी के निर्धारित सेट दिए गए हैं इसलिए BGP में लूप रोकथाम डेटाबेस को अपडेट करने से पहले पथ की जांच करता है यदि यह मार्ग में है तो संदेश को नजरअंदाज कर दिया इसलिए यदि मार्ग में समान एएस है तो यह लूप होगा यदि वर्तमान AS संदेश की नीति के विरुद्ध पथ में AS है तो नीति राउटिंग सही छोड़ दी जाती है इसलिए ये मैसेजिंग फॉर्मेट हैं जहां सही अपडेट करते समय यह कह रहा है कि आर 1 और एएस 1 के भीतर एन 1 के क्रम में है इसलिए राउटर 2 को चीजें सही मिलती हैं और राउटर 2 जब यह विज्ञापन कर रहा है कि एन 1 तक पहुंचने के लिए आप अगले राउटर होंगे आर 2 एएस एएस 2 है जैसा कि एएस 1 है इसका मतलब है कि यहां से कुछ भी 2 एन 1 की तलाश में जाता है यह जानता है कि अगला राउटर आर 2 सही होगा और इसे एएस 2 और एएस 3 से यात्रा करना है इसी तरह अगर आप देखते हैं कि कुछ भी एन 1 में जाता है तो यह अगला राउटर आर 3 है और यह एएस 3 एएस 2 और एएस 1 राइट पर जाता है मार्ग इस तरह से परिभाषित किया गया है और ये बीजीपी संदेशों के अलग अलग प्रारूप खुले हैं जीवित रहें अपडेट करें और अधिसूचना करें ताकि यह विभिन्न एएस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके इसी तरह ओएसपीएफ के लिए जो बाउंड्री एरिया के नेटवर्क के भीतर है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वह उस विशेष के भीतर है जैसा कि एएस के भीतर है यह IP का उपयोग करता है और इसमें IP हेडर का मान होता है यदि आपको याद है कि 8 बिट प्रोटोकॉल फ़ील्ड है आंतरिक मार्ग प्रोटोकॉल इसका डोमेन भी एक स्वायत्त प्रणाली है विशेष राउटर ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर जैसा कि हमने वर्तमान प्रणाली में एएस के रूप में अलग अलग जानकारी के लिए जिम्मेदार बैकबोन राउटर पर चर्चा की है एएस को एरिया में विभाजित करता है और मीट्रिक को न्यूनतम विलंब या आरटीटी अधिकतम थ्रूपुट और इसके आगे के लिए उपयोग किया जाता है और ओएसपीएफ के लिए जो लिंक स्टेट के विज्ञापन पर आधारित है और कई संदेश हैं लिंक स्टेट विज्ञापन जैसे राउटर लिंक नेटवर्क लिंक नेटवर्क का सारांश लिंक एएस बाउंड्री राउटर और बाहरी लिंक का सारांश लिंक ये LSS में लिंक की अलग श्रेणी है और इसी तरह LSA या OSPF जब यह राउटर के भीतर होता है सारांश लिंक यह नेटवर्क का सारांश लिंक है इसी तरह बाहरी लिंक के लिए यह बाहरी नेटवर्क के लिए है और यह एएस बाउंड्री राउटर्स के दाईं ओर एक सारांश लिंक है इसलिए अलग अलग सारांश हैं या स्वायत्त प्रणालियों के बारे में जानकारी चीजों में पंप की जा रही है और यह भी है कि विभिन्न प्रकार के ओएसपीएफ पैकेट क्या हैं और विशेष रूप से लिंक स्टेट अपडेट के लिए हमें यह आवश्यक है कि राउटर लिंक नेटवर्क लिंक सारांश लिंक नेटवर्क लिंक के रूप में एएस बाउंड्री राउटर जो पूरे स्वायत्त सिस्टम के उस संक्षेप का ख्याल रखता है और चीजों के साथ साझा करता है और बाहरी लिंक और यह ओएसपीएफ पैकेट का विशिष्ट प्रारूप है इसी तरह हमारे पास एक लिंक स्टेट विज्ञापन या एलएसए सारांश है न कि प्रारूप या पैकेट प्रारूप यह है कि यह कैसे अलग चीजें हैं जो सारांश नेटवर्क प्रारूप सारांश लिंक के रूप में एएस बाउंड्री बाहरी लिंक प्रारूप से जुड़ी है ये परिभाषित प्रारूप हैं यह जोर देने की कोशिश करता है इसलिए संदेशों के साथ संचार का एक मानकीकृत तरीका है और यह बिना किसी बाधा के कई स्वायत्त प्रणालियों के साथ बात करने में भी मदद करता है बिना किसी बाधा के मानक संदेश इसलिए इसके साथ हमने आज अपनी चर्चा को समाप्त कर दिया अगली बातचीत में हम इस बीजीपी प्रोटोकॉल में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि यह बीजीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और यह समग्र मार्ग कैसे संभव है धन्यवाद